ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन I पार्ट 10 सभी को नमस्कार l इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे ऑनलाइन प्रमाणित पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है

वर्टिकल प्लेन को वैसे ही रखते हैं हम हमेशा यह प्रोजेक्शन रखते हैं और इस प्रोजेक्शन को हम 90 डिग्री पर दक्षिणावर्त दिशा में फ्लिप करते हैं और इसको रेडियली स्थानांतरित करते हैं l इसलिए हमारे पास यह इंप्रेशन होगा l यदि हम इस व्यू से देख रहे हैं तो यह यहां पर होरिजेंटल प्लेन बनाता है यहां वर्टिकल प्लेन यदि हम इस दिशा से देख रहे हैं तो इस रेखा से ऊपर वाला होरिजेंटल प्लेन है और नीचे वाला वर्टिकल प्लेन है l इसी प्रकार से यदि हम द्वितीय क्वाड्रेंट में हैं उदाहरण के लिए यहां यदि हम द्वितीय क्वाड्रेंट में हैं वर्टिकल प्लेन प्रोजेक्शन को हम हमेशा यहां रखते हैं होरिजेंटल प्रोजेक्शन को हमें इस तरीके से यहां पर होना चाहिए l हम हमेशा किसी होरिजेंटल प्लेन को दक्षिणावर्ती दिशा में 90 डिग्री पर घुमाते हैं l यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो दोनों प्लेन एक जगह पर मिल जाते हैं और हमें इसको स्थानांतरित करना है आइए इसको a' और a कहते हैं l यदि हम इस व्यू से उसे देख रहे हैं तो यह एक रेखा होनी चाहिए और यह रेखा यह वर्टिकल प्लेन है होरिजेंटल प्लेन भी यहां है और यहां पर यह वाला प्रोजेक्शन है और दूसरा प्रोजेक्शन a' है l यह वह चीज है जिसे हम a ' ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपण के रूप में क्षैतिज प्रक्षेपण के रूप में देख रहे हैं आइए अब हम इसी नियम को चतुर्थ क्वाड्रेंट में एक बिंदु के लिए लागू करते हैं l यदि यह चतुर्थ क्वाड्रेंट है तो यह एक प्लेन है इस वाले पर बिंदु को इस वर्टिकल प्लेन पर प्रोजेक्ट करते हैं l वर्टिकल प्लेन वैसे ही रहता है जिस होरिजेंटल प्लेन पर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस होरिजेंटल को 90 डिग्री पर और दक्षिणावर्त घुमाते हैं l यदि हम एक प्रोजेक्शन a' और दूसरा प्रोजेक्शन a बना रहे हैं तो वह एक जगह पर मिल जाते हैं l यह वह चीज है यदि हम इस दिशा से देख रहे हैं तो एक a' है और दूसरा वाला a है l इसलिए यहां पर बिंदु A का प्रोजेक्शन वर्टिकल प्लेन पर a' है इसको इसके मूल से होरिजेंटल प्लेन पर प्रोजेक्ट करते हैं और दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घुमाकर हम प्रोजेक्शन a को प्राप्त करते हैं l इसलिए आइए बिंदुओं के इन प्रोजेक्शन को विभिन्न क्वाड्रेंट में देखते हैं l मुख्य रूप से प्रथम क्वाड्रेंट में यदि बिंदु A दोनों होरिजेंटल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के ऊपर है l तो संक्षेप में कोई बिंदु आप A को लेते हैं जोकि होरिजेंटल और वर्टिकल प्लेन दोनों के ऊपर है l इसलिए यह होरिजेंटल प्लेन के ऊपर है और इससे आगे इस वर्टिकल प्लेन के ऊपर है अगर यह उस तरह का प्रक्षेपण है जो हमारे पास होने वाला है तो पहला प्रक्षेपण हमेशा ऊर्ध्वाधर प्लेन की ओर होना चाहिए इसलिए हम इस वाले को a' से इंगित करते हैं अब हमें होरिजेंटल प्रोजेक्शन को दिखाना होगा हम इसको 90 डिग्री पर फ्लिप करते हैं यदि हम यह करते हैं तो यह इसके जैसा दिखता है l इसलिए यह प्रोजेक्शन a' यह वाला है l तो यह लंबाई o a' यहां पर इस o a'के समान है l इसको 90 डिग्री पर दक्षिणावर्त फ्लिप करते हैं यह दूरी उस प्लेन पर एक समान रहती है जैसे कि o a दूरी l इसे 3 डी चित्र दिखाने के बजाय 2 डाइमेंशनल फ्रेमवर्क में दिखाना हमेशा सुविधाजनक होता है जहां हमारे पास लंबाईयों का स्पष्ट संकेत होगा इसी कारण से हम इस प्रकार के प्रोजेक्शन का उपयोग करते हैं

प्रथम क्वाड्रेंट की स्टैंडर्ड नोटेशन की परिभाषा के अनुसार पहले इस साइड प्लेन को बनाते हैं और प्रोजेक्ट करते हैं l और इसको वामावर्त दिशा में फ्लिप करते हैं l अगर ऐसा मामला है तो हम संभवत यहां कहीं पर हमारे पास हो सकता है l लेकिन आमतौर पर हम वर्टिकल प्लेन होरिजेंटल प्लेन जैसे इन 2 आयामी प्रोजेक्शन के साथ जाते हैं l इसलिए यह इस तरीके से होगा l इसी प्रकार से यदि हम एक बिंदु को ठीक होरिजेंटल प्लेन पर देख रहे हैं इसके ऊपर वर्टिकल प्लेन है होरिजेंटल प्लेन के ऊपर वर्टिकल प्लेन पर इसका मतलब है यह बिंदु l तब यह प्रोजेक्शन है जो वर्टिकल प्लेन पर a ' देता है और होरिजेंटल प्लेन पर 0 पर स्थित है l यदि बिंदु A वर्टिकल प्लेन के सामने होरिजेंटल प्लेन पर है तो o a यह o a होगा और o a को o a o o स्थान पर मैप किया जाएगा इसलिए हमारे पास यह 0 लंबाई होगी l पॉइंट प्रोजेक्शन इस तरीके से होता हैl उदाहरण के लिए आइए मान लेते हैं की एक बिंदु वर्टिकल प्लेन के सामने 3 सेंटीमीटर पर है l और यह होरिजेंटल प्लेन के ऊपर 5 सेंटीमीटर पर है l इसका मतलब है यह इस प्रकार की कैटेगरी में आता है l इस दिशा में 3 सेंटीमीटर इस दिशा में 5 सेंटीमीटर इसका मतलब है यदि हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं XY प्लेन के ऊपर बिंदु a ' को लोकेट करते हैं इसे o कहते हैं इसको प्रक्षेपित करें l इसी प्रकार से यह बिंदु a है l इसलिए वह वाली यह डायमेंशन 50 मिमी हो जाती है और यह डायमेंशन 30 मिमी हो जाती है l इसलिए अगली कक्षा में हम रेखा के प्रोजेक्शन के बारे में और सीखेंगे l आपका बहुत बहुत धन्यवाद l